आइए हम देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों ने पेटेंट का उपयोग कैसे किया है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी रैंकिंग के साथ आने के लिए इन विभिन्न मापदंडों का उपयोग करता है इंजीनियरिंग संस्थानों के संबंध में समग्र रैंकिंग के लिए विशिष्ट रैंकिंग में प्रत्येक विश्वविद्यालय या प्रत्येक संस्थान कैसे उचित स्थान पर है इसलिए शोध और व्यावसायिक अभ्यास एक ऐसा मापदंड है जिसके लिए विश्वविद्यालयों को अंक मिलते हैं और जिसके आधार पर रैंकिंग उनकी गुणवत्ता पेटेंट और परियोजनाएं शामिल हैं तो आप देखेंगे कि पेटेंट एक भूमिका निभाते हैं और जब आप डेटा शीट में देखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट है उदाहरण के लिए पेटेंट और रैंकिंग के बीच लिंक इन डेटा शीट में पाया जा सकता है उदाहरण के लिए IIT मद्रास जिसे 1 स्थान दिया गया है डेटा शीट से पता चलता है कि पिछले 3 कैलेंडर वर्षों में दिए गए पेटेंटों की संख्या 54 है और प्रकाशित पेटेंटों की संख्या 395 है और पेटेंट के माध्यम से कमाई का भी उल्लेख किया गया है कि यह 6 करोड़ रुपए से अधिक है आईआईटी कानपुर 10 वें स्थान पर हैऔर इसके पास 29 प्राप्त पेटेंट 203 प्रकाशित पेटेंट और 81 लाख का राजस्व है एनआईटी की है यह हमें बताता है कि NIRF प्रणाली के तहत पेटेंट और रैंकिंग के बीच कुछ संबंध है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए पेटेंट का उपयोग करता है उसने गुणवत्ता संकेतक ढांचे को विकसित किया है जो अनुसंधान नवाचार और विस्तार प्राप्त किए गए पेटेंट की संख्या और एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को देखता है यूजीसी और एआईसीटीई नियामक संस्थाओं ने भी पेटेंट के आसपास कुछ तरह की गतिविधि को अनिवार्य कर दिया है उदाहरण के लिए UGC अब वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को IPR प्रदान करने का अनुरोध करता है और एआईसीटीई के लिए एक दिशा निर्देश भी लेकर आया है